अब हम उन कुछ समस्याओं का समाधान दिखाते हैं जिन्हें हमने इस पाठ्यक्रम की शुरुआत में तैयार किया था इसलिए हमने जिन समस्याओं को तैयार किया है उनमें से एक है कैटरर समस्या जिसे नैपकिन समस्या भी कहा जाता है तो 5 लगातार दिनों के लिए नैपकिन की आवश्यकता100 60 80 90 और 70 दिखाई गई हैं नए नैपकिन की लागत 60 है उन्हें धोने के लिए भेजा जाता है और वे कुछ दिनों के बाद वापस आते हैं कपड़े धोने की लागत 20 हैं हम कैसे इसे ऑप्टिमाइज़ या इसका अनुकूलन करते हैं तो जो हमने कंस्ट्रेंट लिखें जिसमें पहले दिन की मांग नए नैपकिन से की जाती है दूसरे दिन के कंस्ट्रेंट के परिणामस्वरूप X1 X2 ≥ 160 तीसरे दिन का X1X2X3Y1 ≥ 240 था चौथे दिन का समान कंस्ट्रेंट था और पांचवें दिन में भी समान कंस्ट्रेंट था तो 5 दिनों के लिए 5 कंस्ट्रेंट थे और फिर नैपकिन को धोने के लिए 3 दिनों के लिए भेजा जाता है क्योंकि इसे वापस आने में 2 दिन लगते हैं उन्हें पहले दूसरे और तीसरे दिन पर भेजा जाता है तो आठ कंस्ट्रेंट हैं और X1 से X5 आठ वैरिएबल हैं या नए लॉन्ड्री का इस्तेमाल 1 से 5 दिन के लिए किया जाता है Y1 Y2 Y3 लॉन्ड्री या नैपकिन हैं जिसे 1 2 और 3 दिनों के अंत में लॉन्ड्री में भेजा जाता है X1 से X5 नए नैपकिन हैं जो 5 दिनों मे उपयोग किए जाते हैं तो इस समस्या में 8 वेरिएबल हैं और 8 कंस्ट्रेंट हैं तो आइए अब इस फॉर्मूलेशन को लिखते हैं और सॉल्वर का उपयोग करके इस समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं तो मैं इस पर जाता हूं और मैं इसे थोड़ा ज़ूम करता हूं तो अब आप देखते हैं कि यहां मैंने आठ वेरिएबल्स को परिभाषित किया है जो कि X1 से X5 हैं जो नए नैपकिन हैं जो 1 से 5 दिन पर उपयोग किए जाते हैं Y1 से Y3 नैपकिन की संख्या है जो धोने के लिए भेजे जाते हैं तो मैं यहाँ कुछ मनमानी वैल्यू का उपयोग कर रहा हूँ तो मैं 80 60 20 का उपयोग करता हूं मैं यहाँ 10 का उपयोग करता हूं इत्यादि अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन नए नैपकिन को खरीदने की लागत को मिनिमाइज अर्थात कम से कम करना है जिसे 60 पर खरीदा गया है और इसे धोने के लिए भेजने की लागत 20 प्रति नैपकिन है तो यदि आप इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ध्यान से देखते हैं जो मैंने लिखा है वह 60 x B3 है जो 60 x नया नैपकिन है 6 x यह 60 x यह 10 20 10 है यह एक समाधान है जहां मैं यह मान रहा हूं कि सभी 5 दिनों में 80 60 10 20 और 10 नैपकिन या नए नैपकिन का उपयोग किया जाता है और इसे भेजे जाने वाले नैपकिन की संख्या 100 60 और 70 हैं मैंने अभी कुछ वैल्यू का उपयोग किया है ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रत्येक के मूल्य का 60 गुना है 60 प्रत्येक नए नैपकिन का मूल्य है तो 60X160X260X360X460X520Y120Y220Y3 और दी गई वैल्यू के लिए लागत 15400 है और आठ कंस्ट्रेंट हैं X1 ≥ 100 X1X2 ≥ 160 X1X2X3Y1 ≥ 240 X1X2X3X4Y1Y2 ≥ 330 और X1X2X3 X4X5Y1Y2Y3 ≥ 400 X1 ≤ Y1 ≤ 100 Y2 ≤ 60 Y3 ≤ 70 ये कंस्ट्रेंट हैं तो ये सभी यहां लिखे गए हैं तो मैं सॉल्वर पर जाता हूं और मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है जो मुझे इसे हल करने के लिए करने की आवश्यकता है ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन को B5 पोजीशन में सेट किया गया है जो यहां है वेरिएबल पोजीशन B3 से I3 हैं जो यहां सेट हैं और आठ कंस्ट्रेंट पहले ही यहां लिख लिए गए हैं आप देख सकते हैं कि तीन से कम या बराबर कंस्ट्रेंट यहां आ रहे हैं वे 12 13 और 14 पोजीशन के करेस्पॉन्ड हैं तो पोजीशन 12 13 और 14 वे से कम या बराबर कंस्ट्रेंट हैं उनमें से बाकी सभी कंस्ट्रेंट constraints से अधिक या बराबर हैं तो सभी आठ कंस्ट्रेंट यहां लिखे गए हैं तो सिम्प्लेक्स एलपी और इस समस्या को समाधान के रूप में 14800 प्राप्त करने के लिए हल करेंगे तो पहले दिन 170 नए नैपकिन खरीदने के लिए 170 नए नैपकिन का उपयोग करें तो पहले दिन 170 नए नैपकिन खरीदें और फिर सॉल्वर समाधान रखें तो पहले दिन 170 नैपकिन खरीदें अब सभी 5 दिनों की डिमांड मतलब मांग 100 60 80 90 और 70 है यह कहता हैं कि पहले दिन धोने के लिए 100 नैपकिन रखें तो पहले दिन 170 में से 100 का उपयोग करें अब 70 उपलब्ध है मैं संदर्भ के लिए 5 डिमांड को लिख रहा हूं तो 5 डिमांड 100 60 80 90 और 70 हैं ये 5 डिमांड हैं समाधान कहता है कि पहले दिन 170 खरीदें 100 उपयोग करें और पहले दिन 100 धोने के लिए भेजें तो दूसरे दिन 60 का उपयोग करें क्योंकि यही डिमांड है 60 का उपयोग करें और दूसरे दिन के अंत में इसे धोने के लिए भेजें तो 10 नए नैपकिन हैं पहले दिन जो 100 भेजे गए हैं वे तीसरे दिन आएंगे तो तीसरे दिन 110 नैपकिन होंगे अब 110 का उपयोग करें और चौथे दिन के लिए अब धोने के लिए 80 भेजें यह 60 जो रखे गए थे जिसे दूसरे दिन धोने के लिए भेजा गया था चौथे दिन 60 के रूप में उपलब्ध होंगे जो 100 रखे गए थे उसमें से 20 भी उपलब्ध होंगे तो चौथे दिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह 60 20 80 प्लस और 10 नैपकिन 90 होंगे और तीसरे दिन के अंत में रखें गए 70 को पांचवें दिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो इस प्रकार समाधान की व्याख्याविवेचना की जाती है तो फिर से मैं इस समाधान की व्याख्याविवेचना करता हूं यह कहता है कि पहले दिन की शुरुआत में 170 खरीदें तो पहले दिन की शुरुआत में 170 खरीदे गए पहले दिन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 100 इस्तेमाल किए गए तो उपलब्ध शेष 70 के बराबर है अब दूसरे दिन उनमें से 60 का उपयोग करें तो तीसरे दिन के लिए उपलब्ध शेष 10 है अब इस 100 को पहले दिन धोने के लिए रख दें तो आपको तीसरे दिन की शुरुआत में 100 मिलेंगे पहले से ही नए 10 नैपकिन शेष हैं तो तीसरे दिन के लिए 110 उपलब्ध है तीसरे दिन की डिमांड 80 है तो 30 और नैपकिन उपलब्ध हैं 60 जो दूसरे दिन के अंत में रखे गए हैं या चौथे दिन की शुरुआत में आने वाले हैं 30 नैपकिन पहले से ही उपलब्ध हैं तो 30 60 हमें चौथे दिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 90 देगा तीसरे दिन 70 नैपकिन भेजे गए हैं तीसरे दिन नैपकिन की डिमांड 80 है जिसमें से 70 धोने के लिए भेजे गए हैं ये 70 पांचवें दिन सुबह पहुंचते हैं और पांचवें दिन की डिमांड को पूरा करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है तो इस प्रकार समाधान की व्याख्या की जाती है तो फॉर्मूलेशन मे आठ वेरिएबल और आठ कंस्ट्रेंट थे और हम इस समस्या का समाधान दिखाने में सक्षम थे अब हम एक और उदाहरण को देखते हैं जिसे हम हल करते हैं जिसे बाइसिकल प्रॉब्लम मतलब साइकिल समस्या कहा जाता है तो बाइसिकल प्रॉब्लम निम्नानुसार है जो यहां है तो बाइसिकल प्रॉब्लम इस प्रकार है यह यहाँ है तो हमने कहा कि 3 लोग शुरू करते हैं और वे 4 5 और 6 की गति से चल सकते हैं और वे साइकिल को 7 8 और 10 की गति से चलाते हैं और फिर हमने तीन वेरिएबल X1 X2 X3 A द्वारा तय दूरी के रूप में B द्वारा तय दूरी चक्र और C द्वारा तय दूरी के साथ समस्या फार्मूलेट की और हमने फॉर्मूलेशन लिखा जो इन तीनों कंस्ट्रेंट के लिए u को मिनिमाइज करता है और कंस्ट्रेंट X1X2X3 5 है तो चार वेरिएबल X1 X2 X3 और u हैं चार कंस्ट्रेंट हैं यह एक कंस्ट्रेंट है और ये तीन कंस्ट्रेंट हैं अब इन तीन कंस्ट्रेंट को फिर से लिखना होगा तो यह कंस्ट्रेंट अब u ≥ के रूप में लिखा जाएगा LCM लें4X1 7 x 28 तो 28u ≥ 4X135 7X1 तो 28u ≥ 35 3X1 तो 3X128u ≥ 35 जो कंस्ट्रेंट है तो 3X128u ≥ 35 कंस्ट्रेंट है इसी तरह इन कंस्ट्रेंट को लिखना होगा अब अगर आप ध्यान से देखें तो अब इन तीनों कंस्ट्रेंट को तदनुसार लिखा जाना है तो आइए हम इस पर ध्यान देंते हैं आइए हम इस समस्या के करेस्पॉन्डिंग एक्सेल शीट पर वापस जाते हैं तो यह इस समस्या से संबंधित एक्सेल शीट है जो मैंने यहां लिखी है आप देख सकते हैं कि चार वेरिएबल X1 X2 X3 और u हैं चार कंस्ट्रेंट हैं जिन्हें मैंने कुछ दिया है आप यहां कुछ मनमानी वैल्यू दे सकते हैं तो आप 1 2 1 जैसी वैल्यू दे सकते हैं और कुछ 3 को कुछ मनमानी वैल्यू दे सकते हैं ऑब्जेक्टिव फ़ंक्शन u को मिनिमाइज करता है तो आप यह देख सकते हैं कि यह E3 पोजीशन को मिनिमाइज करता है चार कंस्ट्रेंट हैं यह कंस्ट्रेंट X1X2X3 5 है तो आप देख सकते हैं 5 के बजाय 1 2 1 4 यह केवल एक समाधान है यह इष्टतम समाधान नहीं है अब ये तीन पोजीशन हैं जो मेरे पास हैं याद रखें कि इन कंस्ट्रेंट को सरल करना होगा और लिखना होगा तो मैंने यहां क्या किया है मैंने चलने और साइकिल चलाने के लिए दी गई तीन वैल्यूज़ को लिखा है तो 7 8 और 10 साइकल चलाने की गति और 4 5 6 चलने की गति है और अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो हमें 3 और 28 अंतर और गुणनफल मिलेगा तो ये वैल्यूज़ यहां आने वैल्यूज़ बन जाएंगी उदाहरण के लिए यह F9xB3F10xE3 बन जाएगा तो 3X128u ≥ 35 दूसरा 3X240u ≥ 40 यह 40 8x5 में से आएगा जब हम कंस्ट्रेंट को सरल करते हैं और इसे वहां लाते हैं जहां हमारे पास है बाएं हाथ की तरफ वेरिएबल और दाहिने हाथ की तरफ कांस्टेंटस्थिरांक वैल्यू हो तो कंस्ट्रेंट इस तरह बनेगा तो तीसरा 4X360u ≥ 10x5 50 बन जाएगा जब हम LCM लेते हैं तो आपको 10x5 यानी 50 मिलेगा जो LCM नहीं हैं LCM 60 हो जाएगा जो दूसरी तरफ जाएगा और आपको वह गुणांक मिलेगा और जब हम LCM लेते हैं और इसे एक ही फ्रेक्शन पर लाते हैं तो आप देखेंगे कि कांस्टेंट मतलब स्थिरांक 10x5 50 हो जाता है पहले कंस्ट्रेंट के लिए यह बन गया पहले कंस्ट्रेंट के लिए स्थिरांक 35 था क्योंकि जब हमने LCM 7x4 को 28u के साथ लिया यह 7 और 5 35 है दूसरा कंस्ट्रेंट 8x5 आएगा तीसरा कंस्ट्रेंट यह 10x5 आएगा तो कंस्ट्रेंट को यहां लिखा गया है और फिर हमें इसे हल करने की आवश्यकता है तो हम डेटा पर जाते हैं और हम सॉल्वर पर जाते हैं यह पहले से ही यहां सेट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहां सेट है चार कंस्ट्रेंट को लिखा गया है जैसा कि मैंने समझाया था वेरिएबल यहां हैं तो हम हल करते हैं और फिर हम समाधान प्राप्त करते हैं अब हम इस समाधान से कुछ दिलचस्प पाते हैं कि व्यक्ति X3 वास्तव में साइकिल नहीं चला रहा है व्यक्ति पैदल चल रहा है जबकि व्यक्ति X1 और X2 343 किलोमीटर और 157 किलोमीटर साइकिल चला रहे हैं जो जोड़कर 5 किलोमीटर तक है तो X3 व्यक्ति बिल्कुल भी साइकिल नहीं चला रहा है तो व्यक्ति X3 बिल्कुल भी साइकिल नहीं चला रहा है वह इतना चल रहा है गति और अन्य चीजों के कारण जिस समय तक वे पहुंचते हैं वह 088 घंटे होगा अब यह फॉर्मूलेशन कुछ लचीले मोड में किया गया है तो यदि मैं चलने की गति को थोड़ा बदल दूं तो भी कुछ हो सकता है उदाहरण के लिए यदि मैं इसे 3 में बदलता हूं तो इसे 4 में बदलता हूं और इसे 3 में बदलता हूं मैं देखता हूं कि क्या होता है गुणांक बदल जाते है क्योंकि अंतर और गुणनफल भी अब बदल गए हैं मैं इस सॉल्वर में जाता हूं और यदि मैं इसे हल करता हूं अब मैं देखता हूं कि वे तीनों वास्तव में निश्चित समय के लिए साइकिल का उपयोग कर रहे हैं तो हम गुणांक को एक निश्चित तरीके से डालकर और इसे बदलकर हम RHS की विभिन्न वैल्यू के लिए समस्या को हल कर सकते हैं जो दी गई है तो जब हमने इसे बदल दिया तो हम देखते हैं कि जब हम चलने की गति 3 4 और 3 को बदलते हैं तो हमें एक समाधान मिला जहां तीनों लोग साइकिल का उपयोग कर रहे हैं तो व्यक्ति 1 लगभग 25 किलोमीटर के लिए साइकिल का उपयोग कर रहा है और शेष 25 किलोमीटर के लिए चलने वाला है तो व्यक्ति 2 इसे लगभग 05 के लिए लगभग 046 के लिए उपयोग करेगा और शेष 454 या जो भी मात्रा हैं उसके लिए चलने वाला है व्यक्ति X3 इसे लगभग 2 या 203 के लिए उपयोग करेगा और 297 के लिए चलेगा और वे 119 घंटे में पहुंचेंगे वे तीनों एक ही समय में यहां पहुंचेंगे क्योंकि तीनों वैल्यू समान हैं जो यहां है तो वे एक ही समय में पहुंचेंगे जब कोई एक व्यक्ति वास्तव में साइकिल का उपयोग नहीं कर रहा था जिसे हम महसूस करते हैं कि उदाहरण के लिए अगर मैं इसे वापस 4 5 और 6 में बदल देता हूं जो मूल स्थिति थी और यदि हम इसे हल करते हैं जहां यह व्यक्ति उपयोग नहीं करता है आपको एहसास होगा कि तीसरा कंस्ट्रेंट वास्तव में से अधिक हो जाता है जिसका अर्थ है कि वास्तव में तीसरा व्यक्ति अब अलग समय लेता है तो उनमें से दो 088235 पर पहुंचेंगे तीसरा व्यक्ति वास्तव में थोड़ा आगे और थोड़ा तेज पहुंच जाएगा ताकि 3 का अधिकतम मिनिमाइज हो और इसी तरह आगे भी तो जब वे सभी कम से कम कुछ समय के लिए साइकिल चलाते हैं तो वे सभी ठीक उसी बिंदु पर पहुंचेंगे जो दो चल रहे हैं और तीसरा जो साइकिल पर आ रहा है लेकिन यदि समाधान बताता है कि एक व्यक्ति साइकिल का उपयोग नहीं कर रहा है तो ये गति ऐसी हैं कि साइकिल का उपयोग न करने वाला व्यक्ति वास्तव में पहले पहुंच जाता है और अन्य थोड़ा देर से आते हैं और यह मैक्सिमाइज हो जाता है तो इस तरह से हम वास्तव में तीन वेरिएबलस के साथ इस छोटी समस्या को हल कर सकते हैं दूसरी समस्या में आठ वेरिएबलस और आठ कंस्ट्रेंट्स थे अगली कक्षा में हम एक और उदाहरण देखेंगे हम बिन पैकिंग समस्या का उदाहरण देखेंगे जिसमें बाइनरी वेरिएबलस का उपयोग किया जाता है और हम अगली कक्षा में बिन पैकिंग समस्या का उदाहरण देखेंगे